तो वापस स्वागत है और यह लैक्चर नंबर 56 है हम हाइयर ऑर्डर के लिनीयर डिफ़्रेंशियल इकवेशन के बारे में बात करेंगे और हम ऐसे डिफ़्रेंशियल इकवेशन के सोल्यूशन के माध्यम से जाएंगे और पर्टिकुलरली से आज के लैक्चर में हम कॉन्सटंट कोएफीशीयंट वाले हाइयर ऑर्डर के इन लिनीयर डिफ़्रेंशियल इकवेशन के बारे में बात करेंगे तो यह एक अधिक जनरल लिनीयर डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक पर्टिकुलर मामला है इसलिए यहां ऐसे डिफ़्रेंशियल इकवेशन के जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम आज के लैक्चर में बता रहे हैं dnydxna1dn 1ydxn 1anyX तो ये कॉएफिशिएंट a1a2an वे कोंस्टंट हैं और राइट हैंड साइड X जो X का फंक्शन हो सकता है तो ये कोंस्टंट हैं और X x का एक फंक्शन है यह एक कॉन्स्टंट भी हो सकता है लेकिन जनरल तौर पर हम x के एक फ़ंक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं तो इस तरह के प्रश्न को लिनीयर डिफ़्रेंशियल इकवेशन कहा जाता है क्योंकि यह लिनीयर है इसके डिरिवैटिव के साथ y या y का कोई उत्पाद नहीं है तो यह एक लिनीयर डिफ़्रेंशियल इकवेशन और nth ऑर्डर लिनीयर डिफ़्रेंशियल इकवेशन है इसलिए जनरल सॉल्यूशन जिसके बारे में हम आज और आज के लेक्चर में बात करेंगे यहां दो कारक होंगे जिनमें से एक को कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन कहा जाता है दूसरे को पर्टिकुलर इंटिग्रेशन कहा जाता है तो यह कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन कुछ भी नहीं है लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक फॉर्म होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जब हम इस X को 0 से यहाँ सेट करते हैं तो इसी फॉर्म इक्वेशन को इस राइट हैंड साइड 0 के बराबर सेट करके कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह के इकवेशन और यह कॉम्पलीमेंट्री फ़ंक्शन यहाँ फॉर्म होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जब हम इस दाहिने हाथ को 0 के बराबर सेट करते हैं इसलिए हम यहां ज्यादा इस होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त किया जाए और पर्टिकुलर इंटिग्रेशन के बारे में भी बात करेंगे तो इंटिग्रेशन हम किसी भी सॉल्यूशन को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को संतुष्ट करता है जो इस x के साथ दिए गए इक्वेशन को यहाँ संतुष्ट करता है तो यह एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है और फिर जब हम कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन या होमोजेनियस इकवेशन के जनरल सोल्यूशन को जोड़ते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं और हम आज के लैक्चर में देखेंगे कि यह दिए गए नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक जनरल सोल्यूशन कैसे बनेगा इसलिए चूंकि यह होमोजेनियस इकवेशन का जनरल सोल्यूशन है इसलिए इसमें n आर्बिटरी कोंस्टंट होगा क्योंकि इससे पहले चर्चा की गई थी कि यह nth ऑर्डर डिफरेंशियल इकवेशन है इसलिए हमारे पास दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन के जनरल सोल्यूशन में n आर्बिटरी कोंस्टंट होना चाहिए और यह पर्टिकुलर इंटिग्रल जो इस दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म से एक सोल्यूशन होगा एक कोंस्टंट नहीं होगा तो यह अर्बिटरी ढंग से कोंस्टंट से मुक्त होगा या यदि कोई कॉन्स्टंट यहां दिखाई देता है जो कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन में बहुत अधिक संचालित फॉर्म से होगा तो यह इस तरह के एक नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन प्राप्त करने का एक तरीका है इसलिए जब यह X 0 नहीं है तो हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं जब यह X 0 है तो हम होमोजेनियस डिफेरेंटियाल इक्वेशन कहते हैं तो यह जनरल सॉल्यूशन और यह दिए गए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए एक तरीका या आसान तरीका है कि यदि हम इस कॉम्पलीमेंट्री फ़ंक्शन को प्राप्त कर सकते हैं जो होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है और हम इसे देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन प्राप्त करना बहुत आसान है और फिर हमें केवल एक पर्टिकुलर सोल्यूशन खोजने की आवश्यकता है जो दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन को संतुष्ट करता है और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक फॉर्म से हमारे पास इन n आर्बिटरी कोंस्टंट होंगे और आज हम देखेंगे कि यह दिए गए एक डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक जनरल सोल्यूशन बन जाएगा तो यहाँ कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन क्या है और इस विचार को हम कैसे प्राप्त करेंगे अब हम देंगे इसलिए यह जनरल सॉल्यूशन है जैसा कि मैंने इस होमोजेनियस इकवेशन के बारे में कहा है होमोजेनियस इकवेशन का अर्थ है कि यह दाहिने हाथ की और 0 के बराबर स्थापित हो dnydxna1dn 1ydxn 1any0 और पर्टिकुलर इंटीग्रल में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही खास सॉल्यूशन होगा जिसका अर्थ है कि यदि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा करेगा इसलिए जब हम बाएं हाथ की ओर यहां सुब्स्तिटुत करते हैं तो हमें दाहिने हाथ की तरफ X प्राप्त करना चाहिए dnvdxna1dn 1vdxn 1anvX इसलिए यह दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन को संतुष्ट करेगा और इसी तरह हमने कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन और पर्टिकुलर इंटिग्रेशन को परिभाषित किया है और हमने पहले की स्लाइड में देखा है लेकिन हम बाद में साबित करेंगे कि जब हम इस कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन को जोड़ते हैं और पर्टिकुलर फॉर्म से इंटिग्रेशन करके हमें मूल फॉर्म मिलते हैं दी गई नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इकवेशन के जनरल सोल्यूशन इसलिए इससे पहले कि हम उस चर्चा पर जाएं हमें यहां भी सॉल्यूशन की लिनीयर इंडीपेन्डन्ट ता की तरह परिचय देना होगा हालांकि हमने लिनीयर बीजगणित में एक इंडीपेन्डन्ट ता में लिनीयर निर्भरता के बारे में बात की है और इसी तरह की अवधारणा हम यहां फिर से संशोधित करेंगे तो दो फ़ंक्शंस y1 और y2 लिनीयर फॉर्म से इंडीपेन्डन्ट हैं इसलिए पहले हम दो फ़ंक्शंस के लिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि यह दो फ़ंक्शन के लिए लीनियर इंडिपेंडेंस को देखना बहुत आसान है अगर एक दूसरे के लगातार कोई नहीं है c1y1c2y20⇒c10c20 ory1y2≠constant इसलिए यदि एक फंक्शन हम दूसरे के कॉन्सटंट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास x x है इसलिए वे लिनीयर फॉर्म से निर्भर हैं क्योंकि दूसरा फ़ंक्शन पहले फ़ंक्शन का सिर्फ 2 गुना है लेकिन लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट फंक्शनों के लिए हम दूसरे के एक कॉन्सटंट एकाधिक के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में या अधिक औपचारिक फॉर्म से हम चर्चा करते हैं और यह पहले से ही लिनीयर बीजगणित में चर्चा की गई थी कि यदि c1y1c2y20⇒c10c20 इसलिए यदि यह कॉमबीनेशन जब 0 पर सेट होता है यदि इसका तात्पर्य है कि या यह केवल c10 और c20 के सत्य है तो हम कहते हैं कि यह y1 और y2 लिनीयर फॉर्म से इंडीपेन्डन्ट हैं और अगर हमें कोई नॉनज़ीरो सॉल्यूशन मिलता है जो इस इकवेशन को संतुष्ट करता है तो वे लिनीयर फॉर्म से निर्भर होते हैं क्योंकि एक फ़ंक्शन 1 दूसरे फ़ंक्शन के संदर्भ में लिख सकता है तो एक दूसरे पर निर्भरता होगी लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं कि जब यह कॉमबीनेशन 0 है तो यह केवल तभी संभव है जब c10 c20 c1 और c2 के कोई अन्य संभावित मान न हों तब हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन हैं लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट या दो फंक्शनों के मामले में यह जाँचना बहुत आसान है क्योंकि आप y1 को y2 से ले सकते हैं दो फंक्शनों को विभाजित करते हैं और यदि यह कॉन्सटंट के बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि यह लिनियर फॉर्म से है ये फंक्शन लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट हैं और यह बराबर है कॉन्स्टंट के लिए फिर फंक्शन लिनीयर फॉर्म से निर्भर होते हैं तो इस लीनियर निर्भरता के कुछ उदाहरण इसलिए उदाहरण के लिए x x आप y1y2 को विभाजित करते हैं तो हमें tan x मिलेगा इसलिए जो कॉन्सटंट नहीं है इसलिए ये sin x और cos x वे लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट फंक्शन हैं एक और उदाहरण हम 2x y2sin x के बारे में बात कर सकते हैं इसलिए यहाँ फिर से यदि हम यहाँ sin x पर sin 2x का रेशीओ लेते हैं तो यह sin x या sin 2x और cos x को sin x से विभाजित करके 2 sin x होगा इसलिए sin x sin x को केन्सल करें और हमारे पास 2 बार cos x है जो फिर से कॉन्स्टंट नहीं है और इसलिए ये कॉमबीनेशन यहां y1 y2 के साथ हैं वे एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट भी बनाते हैं तो sin 2 x और sin x वे लीनियरली इंडीपेन्डन्ट हैं इसके अलावा फंक्शन y1e1x और y2e2x तो यहाँ भी अगर हम लेते हैं तो वे यहाँ एक रेशीओ लेते हैं इसलिए जब 1 और 2 ये दो अलग अलग नंबर दो अलग अलग रियल नंबर्स होती हैं तो तब ये फंक्शन लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट होते हैं तो जब 1 2 के बराबर नहीं होता है तो हमारे पास y1e1x और y2e2x होते हैं वे लिनीयर फॉर्म से इंडीपेन्डन्ट होते हैं कई फंक्शनों के लिए लिनीयर निर्भरता में आ रहा है इसका मतलब है कि n फंक्शन y1 y2 yn के लिए और उन्हें एक रेखीय फॉर्म से इंडीपेंडेंट कहा जाता है और फिर हम इस परिभाषा को जनरल कर सकते हैं जिसका उपयोग हमने दो फंक्शनों के लिए भी किया है कि यदि यह लिनियर c1y1c2y2⋯cnyn0⇒c1c2⋯cn0 यदि यह कॉम्बिनेशन जब 0 पर सेट किया जाता है तो केवल तभी संभव है जब ये सभी c 0 हों तब हम कहते हैं कि ये सेट यहाँ लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट हैं या ये फंक्शन लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट हैं तो फिर से यह एक बहुत ही औपचारिक परिभाषा है और किसी भी फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है न केवल दो फंक्शनों के लिए हम दिए गए n फंक्शनों के लिए जनरल ीकरण कर सकते हैं लेकिन यहाँ समस्या क्या है आमतौर पर इस परिभाषा का उपयोग करके लीनियर इंडिपेंडेंट ता को सत्यापित करना मुश्किल है क्योंकि हमें करना है तब सेट करें जब n फ़ंक्शन 0 के बराबर सेट हों और फिर यह महसूस करने के लिए कि ये सभी c 0 हैं यही एकमात्र सोल्यूशन है यहाँ हम इस इकवेशन से बाहर निकल रहे हैं यह दिखाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए सॉल्यूशन के लीनियर इंडिपेंडेंट ता को साबित करने के कुछ अन्य तरीके हैं जब वे दो से अधिक फंक्शन करते हैं और एक अवधारणा जो कि इस लीनियर इंडिपेंडेंट ता को साबित करने के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि Wronskian जो W है यह Wronskian के लिए अंकन है जिसे हम एक मिनट में परिभाषित करेंगे कि Wronskian क्या है तो अगर Wronskian यहाँ इस y1 y2 yn फ़ंक्शन नॉन शून्य है यदि यह Wronskian नॉन शून्य है तब वे रेखीय फॉर्म से इंडीपेंडेंट होते हैं और यह Wronskian क्या है यह यहाँ एक डिटरमीनांट है जिसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है Wy1y2yny1 y2 ⋯ yn y1 y2 ⋯ yn ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ y1 y2 ⋯ yn तो फर्स्ट रो यहाँ इस y1 y2 yn सेकंड रो में उसके डेरिवेटिव की तीसरी रो फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगी और इस nth रो में n ऋण 1th ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इसलिए जब हम इस डिटर्मिननेंट की गणना करते हैं और हम देखते हैं कि यह 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन लिनीयर फॉर्म से इंडीपेंडेंट हैं तो यह लीनियर इंडिपेंडेंस की जांच का 1 तरीका है जब वे दो से अधिक फंक्शन करते हैं जो हम दो फंक्शनों के साथ साथ इस परीक्षण के लिए भी कर सकते हैं लेकिन पहले जो हमने देखा है इसलिए दो फंक्शनों को आसानी से रेशीओ देख कर देखा जा सकता है इसलिए यह लिनियर इंडिपेंडेंट ता और फंक्शनों की निर्भरता के बारे में था क्योंकि हमें लिनीयर टर्मिनोलोजी इक्वेशन के सोल्यूशन की स्थापना में अब इन टर्मिनोलॉजी का उपयोग करने से पहले हमें परिचय की आवश्यकता है तो यहां हम पहले इस होमोजेनियस इक्वेशन पर विचार करते हैं इसलिए इस n शब्द n शून्य से 1 वां ऑर्डर अवधि और यह कॉन्टेंट एक है और यह y शब्द 0 के बराबर है इसलिए यह होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि यह दाहिने हाथ की ओर कहा जाता है 0 और हम y 1 और y 2 को कोई 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे हम यहाँ देखना चाहते हैं तो c1y1c2y2⋯cnyn0⇒c1c2⋯cn0 भी हल है उपरोक्त इक्वेशन और यह c1 और c2 आर्बिटरी कोंस्टंट है तो हम यहां क्या दिखाएंगे कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन y1y2 और दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं क्योंकि यदि वे लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हैं c1y1c2y2 तो खुद दो आर्बिटरी कोंस्टंट के साथ कोई मतलब नहीं रखते हैं तो हमारे पास केवल एक ही हो सकता है उस मामले में लगातार क्योंकि अगर कोई दूसरे पर निर्भर है तो हम दूसरे के संदर्भ में फिर से लिख सकते हैं इसलिए इसे बहुत मतलब नहीं होगा dnydxna1dn 1ydxn 1any0 तो यहाँ y1y2 दो रेखीय इंडीपेंडेंट सॉल्यूशन हैं और उस स्थिति में तो c1y1c2y2 भी उपरोक्त इक्वेशन का एक हल है जिसे हम अब यहां और किसी भी अर्बिटरी कॉन्सटंट c1 और c2 के लिए देखेंगे तो हमें क्या करना है हम इक्वेशन में c1y1c2y2 को प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए हमारे पास इस x के साथ nth ऑर्डर अवधि है यहाँ x नहीं है हमने वहां x का उपयोग किया है तो इस c1y1c2y2⋯cnyn0 को प्रतिस्थापित करके यदि यह मामला है तो हम कहते हैं कि यह भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो अब हम क्या लिख सकते हैं c1 हम यहां से आम लेते हैं यहाँ से हर शब्द और फिर यह लिखो dndxnc1y1c2y2a1dn 1dxn 1c1y1c2y2anc1y1c2y2 c1dndxny1a1dn 1dxn 1y1any1c2dndxny2a1dn 1dxn 1y2any20 इसलिए यह दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन को संतुष्ट करता है इसलिए c1y1c2y2 भी उपरोक्त डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक सोल्यूशन है वास्तव में हम इसे न केवल दो फंक्शनों के लिए जनरलाइज़ड कर सकते हैं हम अधिक फंक्शन कर सकते हैं और एक ही विचार के साथ हम यह साबित कर सकते हैं कि जब हम उदाहरण के लिए y1 y2 yn लिनीयर फॉर्म से इंडीपेन्डन्ट सोल्यूशन तो उनके कॉमबीनेशन c1y1c2y2⋯cnyn दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का सोल्यूशन भी होगा अतः यहाँ यह जनरलाइजेशन कि यह y1y2yn होमोजीनीयस डिफेरेंटियाल इकवेशन का n लिनीयर फॉर्म से इंडीपेन्डन्ट सोल्यूशन है और उस स्थिति में c1y1c2y2cnyn भी दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का सोल्यूशन है और केवल सोल्यूशन नहीं है हमने अब इस शब्द का जनरल उपयोग किया है दिए गए होमोजीनीयस डिफ़्रेंशियल इकवेशन का जनरल सोल्यूशन क्योंकि यह दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक सोल्यूशन है जिसे हम साबित कर सकते हैं कि हमने दो फंक्शनों के लिए किया है और इस सोल्यूशन में n अरबितरी कोंस्टंट है तो यह हमारी जनरल सॉल्यूशन के लिए भी परिभाषा थी जो पहले पेश की गई थी और इस मामले में जब हमारे पास सॉल्यूशन में ये n अर्बिटरी कोंस्टंट हैं और यह इक्वेशन को संतुष्ट करता है जिसका अर्थ है कि यह सॉल्यूशन है इसलिए हम इसे जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं और ये अर्बिटरी कोंस्टंट हैं c1c2c3 और आर्बिटरी कोंस्टंट तो अब इसके साथ हमने यह देखा है कि अगर हम होमोजीनीयस इकवेशन के इन n लिनीयर फॉर्म से इंडीपेन्डन्ट सोल्यूशनस को फाइन्ड कर सकते हैं होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इकवेशन तो बस उनके लिनीयर कॉमबीनेशन भी या वास्तव में सोल्यूशन होगा यह दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का जनरल सोल्यूशन होगा अब एक और महत्वपूर्ण परिणाम जिस पर हम अब विचार करेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे इसलिए यदि आप संबंधित होमोजेनियस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में हैं तो u हम होमोजेनियस इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं फिर से याद करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन राइट हैंड साइड 0 कहा जाता है तो u कि होमोजेनियस इकवेशन को संतुष्ट करता है और यह v दूसरा फ़ंक्शन v किसी दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो यहाँ हमने यह दो सोल्यूशन लिए हैं u एक सोल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है जिसे हमने पहले ही चर्चा की है जब हमारे पास एन लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है उनका कॉमबीनेशन बिल्कुल c1y1c2y2 और इसी तरह होमोजेनियस इकवेशन का उनका जनरल सोल्यूशन होगा और यहां हमने एक और फ़ंक्शन v लिया है जो दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का मतलब दिए गए नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इकवेशन है जब राइट हेंड साइड 0 के बराबर नहीं है फिर हम यहाँ क्या निरीक्षण करेंगे कि यह u v जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह u होमोजीनीयस इकवेशन के लिए जिसे हम वास्तव में कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन कहते हैं और दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसे हम पर्टिकुलर इंटिग्रेशन कहते हैं इसलिए जब हम CF और PI को कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन जोड़ते हैं तो यह पर्टिकुलर फॉर्म से इंटिग्रेशन अंग है जैसे कि यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन तैयार करेगा कि यह कैसे चेक किया जाए कि यह एक जनरल सोल्यूशन है या नहीं सोल्यूशन में एन आर्बिटरी कोंस्टंट होना चाहिए जो कि स्वयं में अर्बिटरी ढंग से कोंस्टंट कोंस्टंट है और इसे दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन को संतुष्ट करना चाहिए तो अब हम यह साबित करने के लिए क्या जाँचें कि यह एक जनरल सोल्यूशन है कि यह u प्लस v दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है यदि यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है और फिर स्वाभाविक फॉर्म से इसमें n अर्बिटरी कोंस्टंट होता है क्योंकि u में स्वयं आर्बिटरी कोंस्टंट होता है तो फिर यह दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक जनरल सोल्यूशन होगा तो इसके लिए हम इस इकवेशन के बाएं हाथ के इकवेशन पर विचार करेंगे और इस u v को इक्वेशन में सुब्स्तिटुट करेंगे So here we have this dndxnuva1dn 1dxn 1uvanuv dndxnua1dn 1dxn 1uanudndxnva1dn 1dxn 1vanv 0XX तो यह वह चाल है जिसका उपयोग हम नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इकवेशन के जनरल सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं और हम इस डिफ़्रेंशियल इकवेशन के लिए यहाँ जनरल सोल्यूशन लिखते हैं जैसे कि हमने u प्लस v लिखा है या हम इस कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन को कहते हैं क्या आप यहाँ होमोजीनीयस इकवेशन का सोल्यूशन कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर इंटिग्रेशन को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो दिए गए नॉन होमोजीनीयस इकवेशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है और हम अब निरीक्षण करेंगे कि सीएफ को खोजना आसान है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का भी पता लगाना है दिया गया डिफ़्रेंशियल इकवेशन भी आसान है और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हम वास्तव में दिए गए डिफ़्रेंशियल इकवेशन का जनरल सोल्यूशन प्राप्त करते हैं तो अब क्योंकि हम इन सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं निम्नलिखित लेक्चर में कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर फॉर्म से इंटिग्रल हैं लेकिन यहां हम सभी के लिए तैयार करेंगे सभी आवश्यक सभी ज्ञान जो हमें यहाँ सोल्यूशन पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो एक अवधारणा जो अब अपने ऑपरेटर को पेश करेगी इसलिए ये मूल फॉर्म से डिफ़्रेंशियल ऑपरेटर हैं और हमारे डिफ़्रेंशियल इकवेशन में हम इन सभी डिरिवैटिव शब्दों को देखते हैं तो यहां हमने फर्स्ट ऑर्डर दिया है जो डिफरेंस से अधिक है तो यह ऑपरेटर एक डिफ़्रेंशियल ऑपरेटर है यहाँ सेकंड डिफ़्रेंशियल यह डिफ़्रेंशियल ऑपरेटर है और इन ऑपरेटर की सुविधा के लिए हम इन ऑपरेटर को निरूपित करेंगे जिन्हें हम यहाँ इस सिंबल्स द्वारा निरूपित करेंगे DD2D3 का अर्थ है यह थर्ड ऑर्डर डिरिवैटिव इसलिए इन ऑपरेटरों के यहाँ परिचय के साथ अब हम देखेंगे कि ऑपरेटर के प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट का मतलब यहाँ है D αD βyD βD αy αβ being any constant इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसका उपयोग डिफ़्रेंशियल इकवेशन के सोल्यूशन पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित व्याख्यानों में किया जाएगा So D αD βyD αdydx βyddxdydx βy αdydx βy d2ydx2 βdydx αdydxαβyd2ydx2 αβdydxαβyD2 αβDαβy इसी तरह एक यह दिखा सकता है D βD αyD2 αβDαβy D αD βD βD α इसलिए आपरेशनल फैक्टरस् का ऑर्डर इम मटीरीअल है इसलिए फिर से सार के फॉर्म में ऑपरेशन नल फेकटर का ऑर्डर भी हम उस पर ध्यान देंगे D βD αyD2 αβDαβy हालांकि यह D2 D और D का प्रोडक्ट नहीं है लेकिन यह एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं तो यहाँ D को D से गुणा किया जाता है इसलिए हमारे पास D2 है जैसे कि यह D2 यहां दे रहा है और फिर हमारे पास D2 αβDαβ होगा तो क्या दिलचस्प है हालांकि D यहां एक ऑपरेटर है और D में D है जो हम यहां लिख रहे हैं D2 उनका एक अलग अर्थ है क्योंकि यहां यह डेरिवेटिव है और फिर फिर डेरिवेटिव है इसलिए दो बार यह डेरिवेटिव है तो यहाँ D2 भी 2 वर्ग है दो बार डेरिवेटिव जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए हमारा सिम्बल है इसलिए यहां यह उत्पाद उसी तरह काम कर रहा है जैसे हम नंबर ओं के साथ काम करते हैं और यही अच्छा गुण है जो हमारे पास इन ऑपरेटरों के पास भी है तो हम यहाँ चिंता के बिना कर सकते हैं हम ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि हम इस D को एक नंबर के फॉर्म में जानते हैं रियल नंबर इसलिए और क्योंकि हमने देखा है कि ये दोनों समान हैं और यह केवल इस प्रोडक्ट का है अगर हम भूल जाते हैं कि ये D D यहां एक ऑपरेटर है इसलिए हम बस बीजीय मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जनरल तौर पर भी जब हमारे पास यह nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जैसे इस ऑपरेटर में लिखा गया है तो पावर n का अर्थ है Dna1Dn 1a2Dn 2anyX इसलिए यहां हम भी फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का बहुपद इक्वेशन है जो हमारे पास D के संदर्भ में है यदि हम इस ऑपरेटर D के बारे में चिंता नहीं करते हैं तो यह एक बहुपद इकवेशन की तरह है और हम इसे भी फैक्टराइज बना सकते हैं इसलिए यह इसके बराबर हो ⟹D 1D 2⋯yX अगर हमारी जड़ें इन रूटस की हैं तो हम इसे इस D 1D 2⋯yX के उत्पाद के रूप में लिख सकते हैं इस नोट के साथ जिसे हम अगले लेक्चर में जारी रखेंगे इसे इस तरह से फैक्टराइज करना एक बहुत ही उपयोगी है हालांकि यहाँ D n का अर्थ है ऑपरेटर जो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ यह D की तरह नहीं है जब हम इसे y पर लागू होते हैं तो यह n n आदेश डेरिवेटिव जैसा होता है अच्छी तरह से यहाँ निष्कर्ष पर आ रहा है इसलिए हमने कॉन्सटंट कोएफीशीयंट वाले इस लिनीयर डिफ़्रेंशियल इकवेशन के बारे में चर्चा की है तो यह जो पहले और बाद में कुछ व्याख्यानों में कॉन्सटंट माना जाता था हम इस ज्ञात कोंस्टंट के बारे में भी बात करेंगे और जनरल सोल्यूशन जिसे हमने इस तरह के नॉन होमोजेनियस इकवेशन के जनरल सोल्यूशन प्राप्त करने का एक तरीका देखा है वह है कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन कोम्पलीमेंटरी फ़ंक्शन कुछ भी नहीं है लेकिन इस इकवेशन का सोल्यूशन जब हम इस x को 0 पर सेट करते हैं और फिर पर्टिकुलर इंटिग्रेशन है जो इस दिए गए नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इकवेशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है dnydxna1dn 1ydxn 1anyX और हमने और क्या देखा है कि जब हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस Dna1Dn 1a2Dn 2anyX की तरह व्यवहार कर सकते हैं बहुपद यहाँ अलजेब्रिक इक्वेशन और हम इस इकवेशन को एक बार फएक्टोराइज्ड कर सकते हैं जब हम इस इकवेशन की रूट को 0 के बराबर जानते हैं तो हम इस ऑपरेटर इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं D 1D 2⋯yX जो इस सॉल्यूशन का पता लगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है चाहे वह एक कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन हो या एक पर्टिकुलर इंटिग्रेशन तो ये हमारे द्वारा यहां उपयोग किए गए संदर्भ हैं और ध्यान देने के लिए धन्यवाद